नमस्ते और हीप शोषण पर इस व्याख्यान में आपका स्वागत है तो पिछले व्याख्यान में हमने कुछ आंतरिक पर ध्यान दिया था कि कैसे ptmalloc हीप मेमोरी का प्रबंधन करता है इस व्याख्यान में हम उन कमजोरियों को देखेंगे जो इस हीप प्रबंधन के कारण हो सकती हैं और हम एक विशेष शोषण को भी देखेंगे और यह देखेंगे कि यह कैसे काम करता है इसलिए पिछले व्याख्यान में हम इस बात पर रुके थे कि malloc विभिन्न डिब्बे का उपयोग कैसे करता है और ये विभिन्न डिब्बे लिंक लिस्ट को कैसे संग्रहीत करते हैं और यह लिंक लिस्ट या तो एकल या दोहरी लिंक लिस्ट है जब भी कोई अनुरोध मेमोरी की एक टुकडे के लिए होता है तो malloc इन लिंक लिस्टों को देखेगा और उस अनुरोध की मेमोरी की मात्रा के आधार पर मेमोरी का एक हिस्सा आवंटित करेगा अब आज हम free फंक्शन के साथ व्याख्यान शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो सकता है जब free फ़ंक्शन को आमंत्रित किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि free फ़ंक्शन एक संकेतक ले जाएगा तो आंतरिक रूप से ptmalloc टुकडे को मुक्त कर देगा और आवंटित टुकड़ा अब एक मुक्त टुकड़ा बन जाएगा तो आइए हम free फ़ंक्शन के बारे में विवरण देखें तो हम कहते हैं कि यह हमारी गर्मी थी और जैसा कि हम जानते हैं कि हीप में विभिन्न टुकड़ों का समावेश होता है तो यह उन विभिन्न टुकड़ों की तरह हैं जो मौजूद हैं और अब हम कहते हैं कि हम एक विशेष संकेतक को मुक्त करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा है लेकिन यह विशेष संकेतक वास्तव में गर्मी में एक आवंटित टुकडे की ओर इशारा करेगा इसलिए इस आवंटित में वास्तविक डेटा शामिल है जो उस क्षेत्र के अनुरूप मौजूद है और कुछ विशेष मेटाडेटा भी मौजूद है जो संकेतक शुरू होने से पहले चार बाइट्स और आठ बाइट्स है तो इस विशेष चित्र पर विचार करें जो हीप का एक हिस्सा दिखाता है जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तव में हीप को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित किया गया है जो या तो आवंटित किए गए हैं या मुक्त किए गए हैं अब हम इस free संकेतक कथन पर विचार करें तो आप जानते हैं कि संकेतक हीप में मेमोरी का एक हिस्सा होगा जिसमें से कुछ क्षेत्र में उस विशेष संकेतक के अनुरूप डेटा होंगे और अन्य क्षेत्र में कुछ मेटाडेटा होंगे जो टुकडे के आकार और प्रकार के अनुरूप होंगे तो जब free संकेतक को बुलाया जाता है तो पहली चीज जो होगी वह ptmalloc free कोड पहले मुक्त टुकडे का आकार 0 पर निश्चित करेगा तो जैसा कि आप पिछले व्याख्यान से जान सकते हैं टुकडे का आकार मेटाडेटा में मौजूद है तो यह मेटाडेटा p बिट के अगले टुकडे में 0 निश्चित करता है तो p बिट अगले टुकडे से मेल खाती है जो कि हीप में मौजूद है और जैसा कि आप पिछले व्याख्यान से याद कर सकते हैं p बिट संग्रहित है भले ही पिछला हिस्सा आवंटित या मुक्त किया गया था इसलिए यहाँ पर जो होता है वह यह है कि इस संकेतक के आधार पर ptmalloc कोड उस स्थान को प्राप्त करेगा जहाँ p मौजूद है और p के विशेष मान को 0 पर सेट करता है जिससे यह संकेत मिलता है कि यह हिस्सा मुक्तहै कुछ विशेष प्रकार के डब्बे के लिए संलीन करना संभव है तो हमारा संलीन करने से अर्थ यह हैं कि free फ़ंक्शन को बुलाने के दौरान ptmalloc कोड मेमोरी के विभिन्न आसन्न मुक्त टुकड़ों में शामिल हो सकता है उदाहरण के लिए हम बता दें कि यहाँ पर पिछले टुकडे वास्तव में मुक्त थे और यह टुकड़ा भी मुक्त था ऐसे में ptmalloc क्या कर सकता है यह इन आसन्न टुकड़ों को समाहित कर सकता है और मेमोरी का एक बहुत बड़ा मुक्त टुकड़ा बन सकता है तो इस तरह से विखंडन को कम किया जा सकता है इस बड़े मुक्त टुकडे के योग को अब संभवतः कई और malloc अनुरोधों की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो इस संलीन का प्रदर्शन भी वर्तमान डिब्बे से अलग करने और इस मुक्त टुकडे के आकार के आधार पर उपयुक्त डिब्बे में बड़ा हिस्सा रखने की आवश्यकता का एक मामूली ओवरहेड है तो इस free फ़ंक्शन कॉल के दौरान और साथ ही malloc फ़ंक्शन के दौरान एक महत्वपूर्ण फ़ंक्शन को बुलाये जो एक भूमिका निभाता है जैसा कि हम बाद में कुछ अलग करने के फ़ंक्शन के रूप में जानने जाने वालों को देखेंगे तो अलग करने के फ़ंक्शन एक विशिष्ट लिंक्ड लिस्ट प्रकार का ऑपरेशन है जहां आपके पास एक दोहरी लिंक लिस्ट है और malloc के दौरान या free के दौरान जब आप संलीन के दौरान या malloc के दौरान एक लिंक की गई लिस्ट को हटाना चाहते हैं जब आप वास्तव में मेमोरी में इस टुकडे को एक विशेष malloc अनुरोध के लिए आवंटित करना चाहते हैं आपको इस कार्य में मौजूद संकेतकों को समायोजित करना होगा तो अनिवार्य रूप से आगे के संकेतक और पीछे के संकेतक को उचित रूप से सही किया जाना चाहिए तो उदाहरण के लिए हम इस विशेष टुकड़े को आवंटित करना चाहते हैं तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि पिछला नोड या पिछला टुकड़ा का आगे का संकेतक ठीक अगले आगे के संकेतक को इंगित करता है ठीक इसी तरह अगले टुकडे का पिछला संकेतक पिछले टुकडे के संकेतक को इंगित करता है अब हम इस छोटे प्रोग्राम को देखें और देखें कि वास्तव में क्या गलत हो सकता है तो इस विशेष प्रोग्राम में हमने जो किया है वह यह है कि हमारे पास 10 बाइट्स के दो मेमोरी क्षेत्र हैं और क्रमशः उन्हें संकेतक A और B के लिए आवंटित किया गया है फिर हमने B को मुक्त कर दिया है और फिर हमने a को मुक्त किया है फिर से a को मुक्त किया है तो ध्यान दें a दो बार मुक्त हो गया है तो इस बात को ध्यान में रखें क्या गलत हो सकता है कि आपका संकलक यह निर्धारित नहीं कर पाएगा कि आपका free दो बार a के लिए आह्वान किया गया है दूसरा यह कि आप यह भी नोटिस करेंगे कि ptmalloc दो यह निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि मेमोरी टुकड़ा a दो बार मुक्त किया गया है अब देखते हैं कि जब इस तरह के प्रोग्राम को अंजाम दिया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है जैसा कि हम जानते हैं कि जब free a का आमंत्रण होता है तो मेमोरी का मुक्त टुकड़ा लिंक लिस्ट में आगे जोड़ दिया जाता है जब free b का आमंत्रण होता है तो आपके पास मेमोरी का दूसरा टुकड़ा लिंक लिस्ट में जुड़ जाता है अब लिंक लिस्ट संकेतकों को उचित रूप से समायोजित किया गया है ताकि a से सम्बंधित आगे का संकेतक b और b के पीछे का संकेतक a को इंगित करे और साथ ही इसके विपरीत भी हो अब तीसरा तब क्या होगा जब आप फिर से free का आह्वान करते हैं इस तरह के मामले में चूँकि ptmalloc यह पहचान नहीं सकता है कि दूसरी बार कब मुक्त किया जा रहा है यह केवल लिस्ट में एक तीसरा नोड जोड़ देगा तो ध्यान दें कि हमारी लिंक लिस्ट में वस्तुतः तीन तत्व हैं a b और a अब निश्चित रूप से यहाँ क्या हो रहा है ये दो स्थान हैं जो वास्तव में एक ही हैं यह टुकड़े a से मेल खाता है जो पहली बार मुक्त होता है और यह फिर से टुकड़े a से मेल खाता है जो दूसरी बार मुक्त होता है इसलिए ये दोनों वास्तव में एक ही मेमोरी स्थान हैं अब उस प्रोग्राम में छोटे बदलाव पर विचार करें जहां हम वास्तव में 10 बाइट्स के एक अन्य malloc को आमंत्रित करते हैं और देखने के लिए संकेतक आवंटित करते हैं अब जैसा कि हम जानते हैं कि malloc क्या करेगा कि यह लिंक लिस्ट में देखेगा और यह एक टुकडे को उठाएगा जो उपलब्ध हैं तो इस मामले में यह वास्तव में पहला टुकड़ा चुन लेगा जो a है और इस प्रकार आप क्या देखेंगे और क्या अपेक्षित है a के साथ साथ c भी एक ही मेमोरी टुकडे को इंगित करेगा इसलिए वे दोनों एक ही मान संग्रहीत करेंगे A और c के बीच का अंतर यह है कि a को मुक्त कर दिया गया है और यह लिंक लिस्ट में मौजूद है और c को आवंटित किया गया है और यह एक आवंटित टुकड़ा है तो इसलिए हमारे पास जो है वह यह है कि वस्तुतः हमारे पास एक ही टुकड़ा है जिसे मुक्त करने के लिए अभिविन्यस्त किया गया है जो कि एक टुकड़ा है और उसी टुकडे को ptmalloc द्वारा भी अभिविन्यस्त किया गया है और c को आवंटित किया गया है अब यदि हम आवंटित टुकडे और मुक्त किए गए टुकडे के बीच अंतर को देखते हैं तो हम निम्नलिखित देखते हैं आवंटित टुकड़ा कुछ इस तरह दिखता यहाँ मौजूद आपके पास पिछले और आकार और विभिन्न बिट्स के अनुरूप मेटाडेटा है जैसे n m और p और आपके पास डेटा मौजूद है जबकि मुक्त टुकड़ा मेटाडेटा में शामिल है जैसे पहले के पिछले टुकडे और आकार और विभिन्न झंडे का था लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास आगे का संकेतक है और मुक्त टुकडे में मौजूद पीछे का संकेतक है तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस आगे और पीछे के संकेतक का उपयोग लिंक लिस्ट के प्रबंधन के लिए किया जाता है अब क्या होगा अगर हमारे पास इस तरह के कथन जैसे यह c deadbeef और c 4 deadbeef हैं तो निश्चित रूप से यह डेटा इन स्थानों में लिखा जाता है ध्यान दें कि c और a अनिवार्य रूप से एक ही स्थान हैं c और a एक ही मेमोरी टुकडे की ओर इशारा कर रहे हैं इसलिए जब हमारे पास c और c और c4 जैसे ऑपरेशन हैं जो आप अनिवार्य रूप से कर रहे हैं तो आगे के संकेतक को संशोधित कर रहे है पीछे के संकेतक निश्चित रूप से जब हम इसे एक लिंक लिस्ट के नजरिए से देखते हैं तो आप क्या नोटिस करेंगे कि हम लिंक लिस्ट संकेतक को संशोधित कर रहे हैं इसलिए c और c 4 के उचित मानों को निर्धारित करके हम इन आगे और पीछे के संकेतकों को संशोधित कर सकते हैं और हम कोड को एक विशेष पेलोड चलाने के लिए मजबूर कर सकते हैं दूसरे शब्दों में हम वास्तव में निष्पादित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और शोषण कर सकते हैं अब हम उस कोड का एक उदाहरण ले सकते हैं तो इस विशेष उदाहरण में यहाँ एक बहुत छोटा कोड है जो दिखाता है कि कैसे कोई दोहरे मुक्त का शोषण कर सकता है तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेलोड है जो यहाँ मौजूद है और यह पेलोड जैसा कि हमने पहले देखा है जिसमें कुछ हेक्साडेसिमल कोड शामिल हैं जिन्हें प्रोसेसर द्वारा समझा जा सकता है और निष्पादित करेगा इस पेलोड में हमारे पास शेल कोड जैसी कई चीजें हो सकती हैं या कोई अन्य दुर्भावनापूर्ण कोड हो सकती हैं जिसे हम उस विशेष प्रणाली में निष्पादित करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कि एक डबल फ्री का उपयोग कैसे निष्पादन को कम करने और इस विशेष पेलोड को निष्पादित करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा सकता है आइए हम मान लें कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कुछ इस तरह दिखता है तो हमारे पास जो है वह यह है कि हमारे पास a और b है जिसे संकेतक मिलते हैं दो मेमोरी टुकडे द्वारा इंगित होते है जो प्रत्येक 10 बाइट्स का है और फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं यह fun1 है यह कुछ यादृछिक कार्य है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है हमारे पास दोहरा मुक्त है जैसा कि हमने पहले देखा है कि free a के बाद free b है और फिर free a है और फिर हमारे पास c malloc 10 के बराबर है तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में उदाहरण में देखा है कि इस c और a में संकेतक होंगे जो एक ही मेमोरी टुकडे a को इंगित करते हैं जो एक मुक्त मेमोरी टुकड़ा है और इसलिए इसमें लिंक लिस्ट प्रबंधन से मेल खाता हुआ आगे और पीछे का संकेतक है c एक आबंटित टुकड़ा है तो एक बार टुकड़ा आवंटित होने के बाद हम उनमें मौजूद डेटा को संशोधित कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कोड को हार्ड कोडित किया गया है लेकिन वास्तव में आप इसे scanf या नेटवर्क पैकेट या उन चीजों के उपयोग करके करते है जहां आप वास्तव में c की सामग्री को संशोधित कर सकते हैं तो हम क्या संशोधित करते हैं यह यहाँ इसके साथ fun1 के लिए GOT प्रविष्टि ऋण 12 है तो यह जानने के लिए कृपया ASLR व्याख्यान देखें कि GOT प्रविष्टि का क्या अर्थ है और c 4 पेलोड का पता क्या है अब हम क्या करते हैं कुछ यादृछिक malloc है जिसे हम यहां आह्वान करते हैं और fun1 का आह्वान करते हैं तो ध्यान दें तो अब ध्यान दें कि fun1 के लिए GOT प्रविष्टि का उपयोग पता या fun1 के स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है अब अगर हम किसी तरह से fun1 के अनुरूप GOT प्रविष्टि को बदलने में कामयाब रहे तो हम उन निर्देशों को भी बदल पाएंगे जो fun1 के लागू होने पर निष्पादित हो जाते हैं जो हम इस विशेष शोषण में देख रहे हैं वह यह है कि हम अपने लिए प्रविष्टि बदलने जा रहे हैं fun1 के लिए GOT प्रविष्टि को बदलने और इसे पेलोड के साथ प्रतिस्थापित करते है तो इस प्रकार जो हम देखते हैं वह यह है कि जब fun1 का यहां आह्वान होता है तो यह पेलोड होगा जो निष्पादित हो जाता है और इस प्रकार हम नष्ट करने के निष्पादन को a के दोहरे मुक्त द्वारा जो हुआ है उपयोग करते हुए प्राप्त करने में सक्षम होते हैं तो हम इस विशेष बिंदु से शुरू करेंगे और जो कुछ हम यहां देखते हैं वह यह है कि हमारे पास यह दोहरी लिंक लिस्ट है जिसमें 3 प्रविष्टियां हैं a b और a लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हमारे लिए यह a है और यह a निश्चित रूप से एक ही है वे दोनों वास्तव में एक ही स्थान हैं तो जब हम फिर से 10 का malloc करते हैं और उस विशेष संकेतक को देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि लिंक लिस्ट अब 2 कम हो जाती है और हमारे पास a है जो स्वतंत्र है और सी है जो आवंटित भी है और वे दोनों इसी मेमोरी टुकडे की ओर इशारा करते हैं तो अब हम fun1 और पेलोड के लिए c 0 और c 4 को कुछ GOT प्रविष्टि ऋण 12 निश्चित कर रहे हैं तो इसलिए अब हम इस विशेष लिंक लिस्ट को तोड़ रहे हैं यह देखने के लिए जहां आगे के संकेतकों को माना जाता है हम GOT प्रविष्टि डाल रहे हैं और जहां पीछे के संकेतकों को माना जाता है कि हम संकेतकों को पेलोड में डालते है अब क्या हो सकता है जब यहां malloc का आह्वान किया जाए अब जब malloc को फिर से आमंत्रित किया जाता है तो फिर क्या होगा कि पीछे के संकेतक में मौजूद पेलोड को GOT प्रविष्टि 12 में लिखा जाता है इस प्रकार जब fun1 का आह्वान किया जाता है तो यह पहली बार प्राप्त प्रविष्टि को देखेगा लेकिन पते का वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के बजाय fun1 का यह संशोधित पता प्राप्त करेगा जो वास्तव में पेलोड की ओर इशारा कर रहा है जब fun1 निष्पादित होता है तो यह यह पेलोड होगा जिसे निष्पादित किया जाता है इस प्रकार हम निष्पादन को कम करने में सक्षम होते हैं और पेलोड को निष्पादित करने का कारण बनते हैं अब यह आपके बारे में सोचने के लिए कुछ है तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें कई malloc और frees हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण यह फ़ंक्शन हैं my malicious function जो पॉइंटर e को आगे ले जाता है जो आपको सोचने की ज़रूरत है वह यह निर्धारित करने के लिए कि आप इस my malicious function कैसे लिखेंगे ताकि जब printf को यहाँ पर लाया जाए तो यह गुप्त संदेश हो जाता है जो स्क्रीन पर छपता है तो इस समाधान के बारे में सोचने के लिए आपको यह सोचना चाहिए कि क्षेत्र और गर्मी द्वारा विभिन्न सूचियों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और फिर आपके लिए वास्तव में इसके लिए कोई समाधान निकालना बहुत मुश्किल नहीं होगा तो दोहरी मुक्त malloc के लिए एक प्रकार का हमला है ढेर सारे अन्य रूप हैं जैसे हीप ओवरफ्लो हीप स्प्रे free के बाद उपयोग और अन्य मेटाडेटा शोषण तो लेकिन उनमें से ज्यादातर एक ही तरह के सिद्धांत का पालन करते हैं मुक्त टुकड़ों का प्रबन्धन और आबंटित टुकड़ों को निश्चित रूप से जोड़ तोड़ किया जाता है ताकि निष्पादन घटिया हो जाए और पेलोड निष्पादित हो जाए इन हमलों में से कई पर सिर्फ हीप में अन्य स्थानों से जानकारी लीक करने का एक तरीका भी है तो इसके साथ हम वास्तव में इस विशेष व्याख्यान को समाप्त करेंगे तो हमने इस आखिरी दो व्याख्यानों में देखा था कि हीप कैसे प्रबंधित किए जाते हैं और आप वास्तव में प्रोग्राम में कमजोरियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं जैसे कि हीप का फायदा उठाने के लिए दोहरी मुक्त भेद्यता है धन्यवाद